अब कल के लेक्चर से दूसरा परिणाम यह हुआ कि जब मैंने 2 ब्लॉक की कैस्केडिंगकिया डाउन सैंपलिंग और अपसैंपलिंग जहां M L के बराबर नहीं है तो मूल रूप से हम यह स्पष्ट कर देंगे कि L≠ M लेकिन हमने कॉमन फैक्टर्स के बारे में कुछ नहीं कहा है सामान्य स्थिति में 2 परिणाम समान नहीं होते हैं हमने एक्सप्रेशन निकाले हैं मैं उन्हें फिर से नहीं लिखूंगा सिवाय इसके कि केवल यह कहुंगा कि एक स्थिति में एक्सप्रेशन WkM है दूसरे मामले में इसमें WkM होता है और के गुणों यूनिटी के रूट्स के आधार पर यूनिटी के कांपलेक्स रूट्स आप दिखा सकते हैं कि यदि L और M अपेक्षाकृत प्राइम हैं तो ये 2 रूट्स के समान सेट को स्पान span कररहे हैं जिसका अर्थ है यूनिटी की सभी विशिष्ट रूट्स इन दोनों द्वारा स्पान किया जाएगा और इसलिए वे समान हैं अब यदि L और M अपेक्षाकृत प्राइमprime नहीं हैं इसलिए मूल रूप से उदाहरण के लिए यदि वे 3 और 6 थे या उनके बीच कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं फिर अपसैंपलिंग और डाउन सैंपलिंग आपको देंगे यह ऑपरेशन जो वे देते हैं वे मूल रूप से अलग अलग परिणाम देते हैं इसलिए यह परिणाम यह नहीं रखता है कि समतुल्य केवल तभी होता है जब L और M अपेक्षाकृत प्राइम हों अन्यथा आपको दोनों तरफ अलग अलग सिग्नल मिलेंगे अब एक और एलिमेंट जिसकी हमने अंतिम कक्षा में चर्चा की थी वह DSP ऐडरस स्केल फैक्टर्स मल्टी रेट ब्लॉक वाले मल्टीप्लायरों से पारंपरिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का इंटरकनेक्शन था और हमने कहा कि मल्टीरेट ब्लॉक लीनियर होते हैं इसलिए आप इससे पहले या बाद में ऐडीशन कर सकते हैं ऐडर ब्लॉक या ऐडर ब्लॉक से पहले कोई फर्क नहीं पड़ता इसी तरह स्केलिंग इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी हमने चर्चा की है मैं उस पर निर्माण करना चाहता हूं और इस पर एक अवलोकन और कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं क्योंकि हम अब वास्तव में उस सिग्नल की ताकत को देखना शुरू कर रहे हैं उन तरीकों की जो हम साथ काम कर रहे हैं इसलिए मूल रूप से जो मैं आपको सोचना शुरू करना चाहूंगा वह निम्नलिखित है ठीक क्योंकि यह हमें मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग को देखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है तो मेरे पास मल्टीप्लायर है और फिर मेरे पास डाउन सैंपलर है मेरे पास डाउन सैंपलर है इसलिए मूल रूप से एक आवश्यक चीज जिसे हम हमेशा ध्यान में रखते हैं वह यह है कि डाउन सैंपलर सैंपल्स को फेंक देता है सैंपल्स को फेंक देता है तो इस मामले में यह बहुत कुशल कार्यान्वयन नहीं है क्योंकि मैं उदाहरण के लिए स्केल फैक्टर अल्फा द्वारा सभी इनपुट सैंपल को गुणा करता हूं और फिर उनमे से M 1 को फेंक देता हूं तो यह बनाम अधिक कुशल कार्यान्वयन प्रॉपर्टीज ऑफ लिनियेरिटी का उपयोग करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आप डाउनसैंपलिंग के बाद अल्फा से गुणक करते हैं यह पसंदीदा तरीका होगा इसलिए मूल रूप से मैं इसके ऊपर स्टार लगाऊंगा इसका मतलब है कि यह 2 का पसंदीदा तरीका है दूसरी ओर अन्य ब्लॉक के बारे में इसी तरह का अवलोकन जहां अगर मैंने L के फैक्टर द्वारा अप सैंपलिंग किया और उसके बाद स्केल फैक्टर बीटा बनाम केस जहां मैं निश्चित रूप से ब्लॉकों को चारों ओर ले जा सकता हूं मैं स्केल फैक्टर बीटा द्वारा अप सैंपलिंग L द्वारा किया और यह संचालन का क्रम होगा अब पहले मामले में बहुत सारे शून्य मूल्यवान सैंपल हैं मैं बीटा से गुणा कर रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मैं बस जा रहा हूं गुणा हो जाएगा लेकिन परिणाम होगा तो यह एक ऐसा मामला है जहां यह ब्लॉक वास्तव में शून्य सम्मिलित करता है शून्य सम्मिलित करता है शून्य सम्मिलित करता है इसलिए मूल रूप से उसके बाद कोई भी ऑपरेशन हम जीरो वैल्यूड सैंपलो पर बहुत सारी गणना करेंगे तो यह पसंदीदा होगा जहां आप केवल इनपुट संकेतों को स्केल करेंगे और फिर शून्य डालेंगे तो फिर से यह पसंदीदा कॉन्फ़िगरेशन होगा क्योंकि यह अधिक कुशल है ठीक तो दो एक मामले में हम कहते हैं कि डिसीमेशन को जल्द से जल्द करें क्योंकि इसका मतलब है कि डाउन कन्वर्शन है और आप डिसीमेशन करने के बाद जितना चाहें उतना सारा प्रोसेसिंग करें इसी तरह से अपसैंपलिंग ज़ीरो डालने जा रही है इसलिए ज़ीरो डालने से पहले जितना हो सके प्रोसेसिंग करें और उसके बाद हम प्रोसेसिंग कम से कम करें तो आप इसे संक्षेप में बता सकते हैं कि निम्न प्रकार के दिशानिर्देशों का उपयोग करके अंगूठे के नियम पहले वाले मिनिमाइजड़ वेस्टफुकल ऑपरेशन्स होगा ठीक है यह ऐसा है कि गणना न करें और न ही फेंकें और न ही गुणा करें या शून्य पर संचालन न करें और यह उन तरीकों में से एक होगा जिसमें मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग और उपकरण जो हमारे पास हैं वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं एक है सबसे पहले मिनिमाइज और हम कैसे मिनिमाइज करेंगे में इसे 1 ए और 1 बी के रूप में कॉल करता हूँ डाउन सैंपलर लेने पर एक अलग रणनीति होती है मूल रूप से हम जो कहते हैं कि बचें जो सैंपल्स फेंक दी जाने वाली हैं जो उन सैंपलो पर कम से कम गणनाएं करे इसलिए यह मिनिमाइजेशन हम सैंपल प्राप्त करने के लिए जो गणना करेगा फेंक दिए जाएंगे ऐसे सैंपल प्राप्त करने के लिए जो गणना करेगा उस पर लागू करना चाहते हैं और उसे कम से कम रखें क्योंकि यह होने जा रहा है जिससे समग्र प्रणाली अधिक कुशल हो जाएगी सैंपल जिन्हें फेंक दिया जाएगा और यह वास्तव में उन नींवों में से एक है जिन पर हम पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन करते हैं और नोबेल आइडेंटिटीस जो हम आज के लेक्चर में देख रहे हैं वह फेंक दी जाएगी तो यह डाउनसेंपलर के लिए है फेंक दिया जाएगा और यह मुख्य रूप से डाउनसैंपलिंग ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है फिर 1 बी संगणना से बचना होगा 0 वैल्यूड सैंपल पर संगणना को मिनिमाइज करना 0 वैल्यूड सैंपललो पर संगणना करना और यह मूल रूप से कहने का एक और तरीका है जो हमने पहले ही उल्लेख किया था एक डाउन सैम्पलर के लिए जितना जल्दी हो डाउनसैंपलिंग करने की कोशिश करें और इसलिए अप सैंपलर के लिए प्रोसेसिंग पहले और उसके बाद अप सैंपलिंग प्रोसेस करते हैं इस तरह आप 1 ए और 1 बी को संतुष्ट करेंगे और वह हमें देगा ओवरऑल एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ठीक है अब यह समझकर और बहुत खुशी हुई कि हाँ मल्टीरेट हमें कुछ महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है हम वापस जाते हैं और कहते हैं कि मैं क्या करूँ हमारे पास कब गणना होती है जो अपसेंपलिंग और डाउनसैंपलिंग के साथ जाती है सबसे अधिक तब जब हम सेंपलिंग कन्वर्जन करते हैं तो यह फ़िल्टरिंग है जो इसके साथ जाती है तो चलिए अपसेंपलिंग और डाउन सैंपलिंग के साथ फ़िल्टरिंग को देखते हैं ओके अप या डाउन सेंपलिंग के साथ इसलिए जो पहला मामला हमने देखा है वह है जब आपने अपसैंपलिंग किया तो आपने कहा हमने अवलोकन किया कि हमें इसे एक इंटरपोलेशन फिल्टर के साथ फॉलो करना होगा अब मैं छवियों को हटाने के लिए इंटरपोलेशन फ़िल्टर क्यों करता हूं छवियां कब आती हैं क्योंकि मैं शून्य सम्मिलित करता हूं अब शून्य प्रविष्टि से पहले फ़िल्टरिंग करने का कोई मतलब है नहीं तो आप अच्छी तरह से कहते हैं कि आप जानते हैं कि मैं फंस गया हूं हालांकि मुझे एहसास है कि मुझे शून्य वैल्यूड सैंपल पर बहुत अधिक संचालन नहीं करना चाहिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं हो सकता है क्योंकि यह मामला है जहां है ठीक है तो यह ऐसा है जो करने जा रहा है मैं एक प्रश्न चिह्न करूंगा ठीक मैं पिछले कुछ टिप्पणियों को प्राप्त करने या उपयोग करने में सक्षम नहीं होने जा रहा हूं दूसरा मामला जो हमने देखा था जब मैं उस मामले में सैंपलिंग करना चाहता था हमने कहा कि ठीक है इसे एंटी अलियासिंग फिल्टर के साथ पूर्ववर्ती करें और उसके बाद डाउनसैंपलिंग डाउनसैंपलिंग ठीक है तो सबसे आम या सबसे सरल ऑपरेशन जिसे अपसैंपलर और डाउन सैंपलर के साथ मिलाएंगे वही फिल्टर हैं निश्चित रूप से बहुत कुछ है जो हम करेंगे और हम अध्ययन करेंगे लेकिन नींव के स्तर पर ये 2 ऑपरेशन हैं अब यह भी आवश्यकता के साथ विरोध कर रहा है क्योंकि यह क्या कहता है यदि आप डाउनसैंपलिंग करने जा रहे हैं तो सभी ऑपरेशन नहीं करें और सैंपल फेंक दे लेकिन समस्या यह है कि यदि आप फ़िल्टर किए बिना डाउनसैंपलिंग करते हैं तो क्या होगा है अलियासिंग आ जाएगी और फिर मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा तो फिर से यह अच्छी तरह से कहता है कि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि मैं क्या करूँ शायद कुछ भी नहीं है क्योंकि दोनों मामलों में फ़िल्टरिंग की आवश्यकता होती है जहां यह हो रहा है एक मामले में यह शून्य के सम्मिलन के बाद हो रहा है दूसरे मामलों में इससे पहले कि आप सैंपल फेंक दें तो वास्तव में हम इसका लाभ कैसे उठाते हैं इसलिए हम देखते हैं कि ऊपर दी गई टिप्पणियों के साथ संभवतः एक संघर्ष है तो क्या कोई संघर्ष है जवाब हां है ठीक है हां संघर्ष है कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूं तो फिर हम इसे कैसे संबोधित करते हैं हम इसे कैसे संबोधित करते हैं और यह वह जगह है जहां मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग की सुंदरता आती है हम देखेंगे आप इस मूलभूत मुद्दे को कैसे संबोधित करेंगे ठीक है वह प्रश्न है जिसका उत्तर हम आज के लेक्चर में देते हैं तो यह हिस्सा है तो आप ऑपरेशन कैसे करते हैं ताकि वे सबसे कुशल और कुशल संभव तरीके से हो रहे हैं ठीक है तो हमें जल्दी से गोता लगाने और उन ब्लॉकों का निर्माण करना चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत है और हम इसे विकसित करते हैं तो सबसे पहले हम जिन टिप्पणियों के साथ आना चाहेंगे यह एक अवलोकन अवलोकन संख्या 1 है मैं डाउनसैंपलिंग के बाद फ़िल्टरिंग को देखना चाहता हूं ठीक है अब हम यह मान लेते हैं कि यह वह विशेष परिदृश्य है जहाँ मैं एंटी अलियासिंग भाग के बारे में इतना चिंतित नहीं हूँ मान लें कि डाउन सैंपल सिग्नल पर कुछ प्रोसेसिंग हो रही है इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हम एक क्षण में देखेंगे कि ऐसा क्यों है इसलिए यदि मेरा इनपुट x n है और मेरा आउटपुट Y1 n है और इंटरमीडिएट संकेत X1 n है अब आप कृपया मुझे x n के संदर्भ में Y1 n के लिए एक्सप्रेशन लिखने में मदद कर सकते हैं यह सीधा है आइए सबसे पहले X1 को लिखें जो कि डाउनसेंपलड है X11M k0M 1 X Y1 H X1 H ¿ मेरे पास सीधा इनपुट आउटपुट संबंध नहीं है क्योंकि यह LTI सिस्टम नहीं है सही मेरे पास X है और शिफ्टेड वर्शनस है और निश्चित रूप से फ्रीक्वेंसी स्केलिंग है और यह सब तस्वीर में मौजूद है लेकिन फिर भी यह समीकरण सही है Y1H X1 इस समीकरण में कुछ भी गलत नहीं है यह सही है अब मैं चाहूंगा कि आप अपना ध्यान निम्नलिखित संरचना पर लगाएं जहां एक और संरचना है जहां मेरे पास इनपुट x n समान इनपुट है लेकिन इस बार मैं अपने फ़िल्टर H को संशोधित करने जा रहा हूं अगर मैं आपको H देता हूं जो कि एक लो पास फिल्टर है तो H क्या होगा यह मल्टीप्ल पास बैंड बैंडपास फ़िल्टर होगा यह लो फ्रिकवेंसी को पारित करता है लेकिन यह बीच के कई बैंड को भी पार करता है और क्या यह हाई फ्रीक्वेंसी को भी पारित करता है यह सही है ठीक है हम नहीं जानते कि यह निर्भर करता है कि ये छवियाँ कहां आएंगे M के कुछ मूल्यों पर आपको हाई फ्रीक्वेंसी भी मिलेगा लेकिन दिलचस्प रूप से आप सोचते हैं कि H क्या ठीक लगता है तो H वह है जो डाउनसैंपलर के बाद आता है और इस आउटपुट को मैं Y2 n के रूप में लेबल करूंगा जिसमें इंटरमीडिएट सिग्नल X1 n है ठीक कृपया इसके लिए आउटपुट लिखें पहला कदम कहता है X2H X Y2 XD1M k0M 1 X H X जिसका अर्थ है कि हमारे पास Y2 Y1 है जिसका अर्थ है Y2 n Y1 n जिसका मूल अर्थ है कि ये 2 ब्लॉक एक हैं और समान हैं तो यह ब्लॉक इस ब्लॉक के समान है ये 2 समान हैं हरे रंग के बक्से समान हैं इसलिए मैं बराबरी कर सकता हूं मैं वास्तव में H के फैक्टर द्वारा डाउनसैंपलिंग ड्रा कर सकता हूं तो मुझे बस ऐसा करने दें M के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग के बाद H समान रूप से H द्वारा फ़िल्टरिंग के बराबर है इसके बाद M के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग करना है ए 2 आईडेंटिकल है ठीक है अभी यह देखना बहुत आसान है जो सिद्धांत हमने पिछले लेक्चर में पहले स्लाइड में कहा था जो कहता है कि किसी भी ऑपरेशन मे डाउन सैंपलिंग पहले करना हमेशा फायदेमंद होता है तो जो कहता है कि इन 2 में से यह पसंदीदा संरचना होगी ठीक अब वापस जाएं और हमारी तरफ देखें जब भी आप एंटी अलियासिंग फ़िल्टरिंग करना चाहते हैं तो यह इस फॉर्म में आता है सही यह इस फॉर्म में निकलता है आपको पहले फ़िल्टर करना होगा और फिर डाउनसैंपल ले इसलिए यदि डाउनस्मैपलिंग से पहले प्रोसेसिंग को फिल्टर के रूप में लिखा जा सकता है जो कि H कुछ है जिसमें डाउनसैंपलिंग फैक्टर के समान घातांक या पावर है तो मेरे पास एक बहुत ही कुशल कार्यान्वयन है अब वापस जाएं और काउंटर भाग उदाहरण देखें मेरे पास इनपुट x n है मैं इसे एक फ़िल्टर H के माध्यम से पास करना चाहता हूं इसके बाद L के फैक्टर के अपसैंपलर को दिया जाता है में इंटरमीडिएट संकेत X3 n और आउटपुट कोY3n के रूप में कॉल करता हूँ कृपया मुझे Y3 के लिए एक्सप्रेशन दें यह काफी सीधा X3 H X है जो फ़िल्टरिंग ऑपरेशन है यदि मैं इसे पिछले समीकरण में उपयोग करता हूं तो यह बन जाता है Y3H X ठीक है शायद यह पहले से ही एक्सप्रेशन से स्पष्ट है लेकिन हम इसे पूर्णता के लिए लिखेंगे यह कहता है कि यह संरचना यदि मैं L द्वारा निम्नलिखित अपसैंपल करता हूं और फिर H के साथ को गुणा या प्रोसेसिंग करता हूं यह क्या होगा यह x n X4 nY4 n आउटपुट Y4X H है इसलिए यहां फिर से हमने 2 संरचनाएं दिखाई हैं जो समकक्ष हैं आइए हम अपने परिणाम में उस जानकारी को कैप्चर करते हैं जो कहती है कि अगर मेरे पास फ़िल्टर H है जिसके बाद एक अप सैंपलर है तो यह अनौपचारिक रूप से ऑपरेशन के बराबर है जहां L के फैक्टरद्वारा अपसैंपलिंग के बाद H है ठीक है ये बिल्कुल समतुल्य हैं और निश्चित रूप से वापस जाते हुए और हमारे मूल आधार को देखते हुए अपसेंपलिंग से बहुत सारे शून्य वैल्यूड सैंपल्स मिलते है तो इससे बेहतर अपसेंपलिंग करने से पहले प्रोसेसिंग करना है तो जो कहता है कि यह इन 2 संरचनाओं में से बेहतर या पसंदीदा है यह पसंदीदा होगा जब आप इंटरपोलेशन करना चाहते हैं तो मुझे इस के बाद इंटरपोलेशन फ़िल्टर लेना होगा दुर्भाग्य से यह एक इंटरपोलेशन फ़िल्टर नहीं है यह H है जो लो पास फ़िल्टर नहीं है तो हो सकता है कि हम केवल इसका एक उल्लेख कर सकते हैं जो कहते हैं कि H या H ये लो पास फिल्टर नहीं हो सकते हैं लो पास फिल्टर नहीं हो सकते हैं इसलिए आप एंटी अलियासिंग फिल्टर के रूप में या इंटरपोलेशन फिल्टर के रूप में उनमें से किसी की भी व्याख्या नहीं कर सकते हैं फिर भी अगर आप अपसम्पलिंग के बाद आने वाले प्रसंस्करण को H के रूप में क्लब कर सकते हैं तो आपके पास बहुत कुशल है कार्यान्वयन जो इस रूप में है तो सवाल यह था कि क्या लो पास फ़िल्टर को इस रूप लिखा जा सकता है और मुझे खुशी है कि आपने पूछा क्योंकि शायद हम उस प्रश्न का उत्तर देंगे जो कि अगले भाग के बाद होना चाहिए था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम इसका उत्तर देंगे यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आइए हम उस प्रश्न का उत्तर दें और आप देखेंगे कि मल्टी रेट सिगनल प्रोसेसिंग की सुंदरता वास्तव में इस बहुत ही सरल स्लाइड से उभर रही है तो अगर मैं इंपल्स रिस्पांस h n को देखूंगा तो यह लो पास फिल्टर है बस तर्क के लिए हम मान लें कि यह FIR लो पास फिल्टर है फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस लो पास फिल्टर है H nhnz nh0h1 z 1h2 z 2 h3 z 3 h4 z 4 h5 z 5 h6 z 6 अब अगर मैं इंपल्स रिस्पांस के इन इवन टर्म्स को समूह में रखता तो मुझे मिल जाता h0h2 z 2 h4 z 4 h6 z 6 मुझे इसे इस तरह लिखना चाहिए h1 z 1 h3 z 3 h5 z 5z 1h1 h3 z 2 h5 z 4 इसलिए मैं इसे H0 के रूप में लिख सकता हूं कुछ बहुपद तर्क के साथ Z2 हो सकता है अब z नहीं क्योंकि वे सभी इवन पावरस Z 1H1 हैं तो इसे मैं बहुपद H0के रूप में कह रहा हूं और यह बिना Z 1 को बहुपद H1 के रूप में कह रहा हूं हम अब तक जिस बारे में बात कर रहे हैं थे उसकी सुंदरता देखिये मैं 2 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग द्वारा डाउन कन्वर्शन करना चाहता हूं जिसका अर्थ है कि मुझे इसके पहले एंटी अलियासिंग फिल्टर का उपयोग करना होगा तो मेरे पास H है जिसके बाद 2 के फैक्टर द्वारा डाउनसैंपलिंग होने वाला है यह संरचना कुशल नहीं है क्योंकि मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूं और फिर सैंपलस फेंक रहा हूं हालाँकि यदि मैं इस प्रकार का विभाजन करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि यह समान रूप से फ़िल्टर के बराबर है लेकिन अब H 0 Z 1H1 के रूप में लिखा जाता है इसके बाद 2 के फैक्टर द्वारा डाउनसैंपलिंग किया जाता है ठीक है कृपया मेरे लिए एक संरचना बनाएं जो इसे लागू करता है मैं ब्लॉक H 0 को अलग करता हूं फिर एक और ब्लॉक जो Z 1H1 कहता है और फिर आपको आउटपुट को एक साथ जोड़ना होगा तो इनपुट x n H 0 द्वारा फ़िल्टर किया जाता है जो आपको एक आउटपुट देता है और फिर उसी इनपुट को Z 1H1 फ़िल्टर किया जाता है ये लीनियर ब्लॉक होते हैं तो इसलिए मैं इसे एक ब्लॉक के रूप में लिख सकता हूं या मैं इसे मूल रूप से अलग कर सकता हूं जिस तरह से आप फिल्टर संरचनाएं बनाएंगे ये समान हैं तो मूल रूप से यह वही है जो हम कर रहे हैं और अब मुझे इसे 2 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग के साथ पालन करना है क्या मैं सही हूं यही प्रक्रिया है तो मैं फ़िल्टरिंग के बाद डाउनसैंपलिंग करता हूं मेरे साथ हर कोई अब तक है H एंटी अलियासिंग फिल्टर है मैं 2 के फैक्टर द्वारा डाउनसैंपलिंग करना चाहता हूं जैसा कि सवाल उठाया गया था क्या मैं उन्हें z के बहुपद नहीं बल्कि z की हाई पावर के बहुपद बना सकता हूं हमने जैसा किया है वैसा ही है अब लिनियेरिटी की प्रॉपर्टी का आह्वान करें जो कहती है कि मैं डाउनसैंपलर को अंदर ले जा सकता हूं ठीक तो इसका मतलब है कि मैं डाउनसैंपलर को अंदर ले जा सकता हूं इसलिए मैं ऊपरी शाखा पर डाउनसैंपलर डाल सकता हूं मैं निचली शाखा पर डाउनसैंपलर डाल सकता हूं क्या करता है वास्तव में ये परिणाम वास्तव में हम एक नोबेल आईडेंटिटीज के रूप में संदर्भित करते हैं मैं इसका उल्लेख करना भूल गया ये नोबेल आईडेंटिटीज हैं नोबल आईडेंटिटीज मूल रूप से हमें बताती है कि मल्टी रेट के दृष्टिकोण से अधिक कुशल संरचना कौन सी है इसलिए अब अगर मैं नोबेल आइडेंटिटीज लागू करूं तो इस कॉम्बिनेशन की पहचान यह कहती है कि मैं उस ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकता हूं जिसमें वे काम कर रहे हैं बेहतर क्रम 2 के फैक्टर द्वारा डाउनसैंपल होगा उसके बाद H0 यह H0 होगा इसी तरह मैं Z 1H1 को संचालित नहीं कर सकता क्योंकि वह 2 के पावर के साथ बहुपद नहीं है इसलिए मैं इसे डिले तत्व के रूप में अलग करने जा रहा हूं जिसके बादH1 और फिर से डाउनसैंपलिंग द्वारा नोबेल आइडेंटिटी को लागू करता है नोबेल आइडेंटिटी कहती है कि आप पहले डाउनसैंपलिंग कर सकते हैं उसके बाद H1 और फिर निश्चित रूप से आपको 2 सिग्नलो को एक साथ जोड़ना होगा अब बताइए ये क्या है यह क्या है यह एक डीमल्टीप्लेक्सर है किस तरफ कम्यूटेटर स्विचिंग होता है काउंटरक्लॉकवाइज लेकिन 2 चैनल मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या क्लाकवाइज या काउंटरक्लाकवाइज जाता है लेकिन यदि महत्वपूर्ण चीज है तो यह डेटा ऊपरी शाखा में क्या जा रहा है X0X2 X4 लोअर ब्रांचX1 X3X5 ठीक है इनमें से प्रत्येक को आधी लंबाई के फिल्टर द्वारा संसाधित किया जा रहा है और फिर आउटपुट का उत्पादन करने के लिए जोड़ा गया है कुछ भी व्यर्थ नहीं है कोई संगणना व्यर्थ नहीं है क्योंकि आपने इसे उतना ही कुशल बनाया है क्योंकि आप मूल मामले में आप क्या कर रहे थे आपने x n लिया आपने इसे H0 से गुणा किया आपने इसे H1 से फ़िल्टर किया फिर आपने आधे सैंपल निकाल लिए और फिर अंत में आउटपुट प्राप्त किया अब आप देख सकते हैं कि यह मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग की पावर है तो क्या यह उचित फ़िल्टरिंग के साथ अपसम्पलिंग या डाउनसम्पलिंग है इसे हम पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन के रूप में संदर्भित करते हैं पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन शायद वह खोज थी जिसने मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग को बनाया मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग की दुनिया को खोला तो अब आप पाएंगे कि कोई भी फ़िल्टरिंग ऑपरेशन अब आप इसे बहुत ही कुशल बनाने के लिए नोबेल आईडेंटिटीज को लागू कर सकते हैं क्योंकि जैसा कि आपने 2 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग किया था मैं आपको आइए हम कहते हैं 3 के फैक्टर द्वारा अपसैंपलिंग के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करूंगा 3 के फैक्टर द्वारा अपसैंपलिंग जिसे आपको फिर इंटरपोलेशन फ़िल्टर H H0 Z 1H1 Z 2 H2 के साथ पालन करना होगा के बजाय 1 बहुपद सेमैंने इसे 3 बहुपद के रूप में लिखा है जिनमें से प्रत्येक 3 की पावर हैं लेकिन Z 1 और Z 2 के साथ Z की सभी पावर मिलती हैं तो इस समतुल्य प्रतिनिधित्व का उपयोग करते हुए क्या आप मेरे लिए सबसे कुशल इंटरपोलेशन ऑपरेशन बना सकते हैं सबसे कुशल व्युत्पन्न करें सबसे कुशल इंटरपोलेशन को प्राप्त करें और आप पाएंगे कि आप किसी भी नॉनजरो सैंपल पर कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं इस की सुंदरता यह है कि यह इंटरपोलेशन के लिए सबसे कुशल संरचना है 3 से अपसैंपलिंग के लिए इसके अलावा इंटरपोलेशन फ़िल्टरिंग ठीक है तो आप जो पाएंगे वह यह है कि हमने 2 बहुत शक्तिशाली अवधारणाएँ प्रस्तुत की हैं एक नोबेल आईडेंटिटीज है शुरू में नोबेल आईडेंटिटी की पहली झलक अच्छी तरह से कहती है कि आप जानते हैं कि इसका क्या उपयोग है क्योंकि यह मेरे ढांचे के साथ फिट नहीं है अगला पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजिशन आता है जो कहता है कि आप हमेशा अपने फ़िल्टर को सब फ़िल्टर में विभाजित कर सकते हैं और फिर अचानक डीकंपोजीशन का उपयोग करने के अवसर मिलेंगे और आप पाएंगे कि इस मामले में जैसे आपको डाउन और एंटी अलियासिंग फ़िल्टरिंग के मामले में डिमुल्टिप्लेक्सर मिला इस मामले में आप जो पाएंगे वह मल्टीप्लेक्सिंग ऑपरेशन होगा कृपया इसे आज़माएं हम यहां से शुरू करेंगे और अगले लेक्चर में इसका निर्माण करेंगे हम आपको कल देखेंगे धन्यवाद